तो हम कण को दो डी बॉक्स में जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल हम इस प्रसिद्ध सिद्धांत पर थोड़ा विचार करें जिसे अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है जिसे सबसे पहले वर्नर हाइजेनबर्ग ने सामने रखा था अब प्रोफेसर वी बालकृष्णन द्वारा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पर एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान है और यह NPTEL वेबसाइट में बुनियादी पाठ्यक्रमों के तहत या भौतिकी में है यह चालू है क्वांटम यांत्रिकी पहला व्याख्यान हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पर है मैं आप सभी को उस व्याख्यान को पढ़ने की सिफारिश करना चाहता हूं लेकिन यह बहुत प्रारंभिक है यह वैसा कुछ नहीं है जैसा वहां था लेकिन आप उस व्याख्यान की कहीं अधिक सराहना करेंगे जब आप प्रोफेसर बालकृष्णन के वृत्तांत को सुनेंगे कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को कैसे समझा जाए जब से आप शुरुआत कर रहे हैं हम एक बहुत ही सरल अभ्यास करेंगे यह परिचयात्मक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है किसी भी माप मात्रा x में अनिश्चितता डेल्टा x इस सरल कथन द्वारा दिया गया है कि यह उस चर के वर्ग के औसत से उस चर के औसत के वर्ग के बीच का अंतर है और यह पूरी बात एक वर्गमूल के नीचे है यह कोणीय कोष्ठक आपको बताता है औसत मूल्य अंदर क्या है वह जिसके लिए औसत लिया जाता है इसलिए उस मान x के वर्ग के लिए औसत लिया जाता है यहां मान x के लिए औसत लिया जाता है और फिर इसे चुकता किया जाता है दोनों के बीच के अंतर को इसका वर्गमूल अनिश्चितता कहा जाता है वर्ग का औसत घटा औसत का वर्ग यह मुझे नहीं पता कि इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं यह एक वर्गमूल है या आप वर्गमूल के भीतर लिख सकते हैं इसी तरह अनिश्चितता यह स्थिति चर के लिए है और यह गति चर के लिए है मैंने इसे एक अलग खाते में पेश किया है मैं आपको बता सकता हूं कि यह सूत्र कैसे आता है और इसी तरह लेकिन आइए हम इन चीजों को पाठ्यपुस्तकों में परिभाषित के रूप में पेश करें डेल्टा पी फिर से संवेग के वर्ग का औसत घटा संवेग वर्ग है डेल्टा एक्स डेल्टा पी दोनों का गुणनफल h बार बटा 2 से बड़ा या उसके बराबर है यह x और p के बीच अनिश्चितता के बारे में हाइजेनबर्ग का कथन है इसका मतलब यह है कि अगर राज्यों की कुछ तैयारी के लिए हम यह सुनिश्चित करके इसे कम करने में सक्षम हैं कि यह औसत और यह वर्ग औसत एक दूसरे के बहुत करीब हैं इसलिए हम स्थिति को बहुत सटीक रूप से मापने में सक्षम हैं यदि आप ऐसा करते हैं जो अनिश्चितता सिद्धांत आपको बताता है कि हर में है इसलिए डेल्टा पी में अनिश्चितता बहुत बड़ी है इस विशेष संबंध का उल्लंघन न करने के अलावा हमारे लिए दोनों की अनिश्चितताओं को पूर्ण न्यूनतम तक नियंत्रित करना संभव नहीं है इसलिए यह उन कथनों में से एक है जो आप पाठ्यपुस्तकों में स्थिति माप में अनिश्चितता और गति माप में अनिश्चितता के बारे में अक्सर देख सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह भी है कि किसी कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए स्थिति और संवेग को एक साथ चर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए स्वतंत्र मात्रा के रूप में कण की स्थिति या तो स्थिति का उपयोग करके बहुत सटीक रूप से बताई जा सकती है या इसकी गति का उपयोग करके बहुत सटीक रूप से कहा जा सकता है लेकिन दोनों नहीं और इसलिए यह शास्त्रीय यांत्रिकी की पूरी संरचना को नीचे लाता है जहां कोई न्यूटन के समीकरण के समाधान में कल्पना करेगा स्थिति के लिए सटीक विवरण और एक समय में एक कण का वेग और हल करने में सक्षम होगा इसलिए यदि आप इनके वेग को निर्दिष्ट कर सकते हैं तो आप कण की गति को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं इसलिए गति की स्थिति को व्यवहारिक कण की स्थिति को परिभाषित करने के लिए एक साथ वर्णनकर्ता के रूप में उपयोग किया जा सकता है लेकिन इन्हें राज्य के लिए वर्णनकर्ता के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है एक क्वांटम कण और दोनों के बीच संबंध इस प्रसिद्ध हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा दिया गया है और प्रोफेसर बालकृष्णन का व्याख्यान आपको बताता है कि अन्य व्यवहारिक योगों का उपयोग करने में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता की स्थिति को कैसे सामान्य किया जाए और अंततः जिसे कम्यूटेटर के रूप में जाना जाता है अब हम एक आयामी बॉक्स के लिए x के तरंग फलन psi का उपयोग करते हैं रूट 2 बाय एल पाप पीआई एक्स बाय एल हम एल को 1 केस क्वांटम संख्या के बराबर लेंगे और यदि हम इस अवस्था में कण के लिए औसत मान x की गणना करने का प्रयास करते हैं जिसका तरंग कार्य और विभिन्न बिंदुओं पर कण की संभावना है सममित रूप से समान है या L के दोनों ओर 2 यह तुरंत स्पष्ट होना चाहिए कि कण स्थिति के लिए औसत मान यह देखते हुए कि ये कणों की स्थिति के यहां या यहां या यहां या यहां होने की संभावनाएं हैं इसे एक सममित ग्राफ के रूप में देखकर आप तुरंत कह सकते हैं कि x को L बटा 2 होना चाहिए वह भी उम्मीद मूल्य या औसत मूल्य यह सच है अवस्था psi में किसी भी चर ए के लिए क्वांटम यांत्रिकी में औसत मूल्य psi स्टार ए द्वारा psi डी ताऊ पर दिया जाता है जो कि वॉल्यूम तत्व या क्षेत्र तत्व या लंबाई तत्व समान है चाहे वह एक आयामी बॉक्स हो या दो या अंतराल psi स्टार psi डी ताऊ द्वारा विभाजित एक तीन आयामी यह एक अभिधारणा है मैं आपको यह नहीं बताना चाहता कि तर्कों का उपयोग करके इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है हम भौतिकी की पुस्तकों में ऐसी चीजें पाएंगे लेकिन जिस विशेष पाठ्यक्रम को आपने लेना शुरू किया है उसके लिए यह किसी भी चर ए के अपेक्षित मूल्य के लिए पोस्टुलेटरी परिचय है जिसका एक ऑपरेटर के रूप में संबंधित प्रतिनिधित्व इस A टोपी द्वारा दिया जाता है और A टोपी तरंग फलन psi और जटिल संयुग्म psi स्टार के बीच होती है यदि psi एक जटिल कार्य है वरना ये दोनों psi हैं इस नुस्खे को ध्यान में रखा जाना चाहिए इसे एक पोस्टुलेटरी फॉर्म के रूप में पेश किया गया है और मुझे कण के लिए x की गणना करने दें यह अब बहुत आसान है इसलिए औसत मान x को समाकल रूट 2 द्वारा L रूट 2 द्वारा L द्वारा दिया जाता है क्योंकि यह psi स्टार psi है और आपके पास sin pi x बटा L है sin pi x द्वारा L डी एक्स 0 और L के बीच क्वांटम अवस्था में कण के लिए क्वांटम संख्या 1 के साथ जिसे हम psi 1 कहते हैं और निश्चित रूप से एक्स कुछ भी नहीं बदलता है मेरा मतलब है कि यह बस इसे गुणा करता है इसलिए यह समाकल 2 बटा L 0 से L तक है sin वर्ग pi x गुणा L गुणा x dx इस समाकल की गणना कीजिए और दिखाइए कि उत्तर L बटा 2 है यानी आपको व्यायाम करना है गति के बारे में क्या आपको यह सुनिश्चित करने में सावधान रहना होगा कि संवेग संचालिका जो एक व्युत्पन्न संचालिका है को यहाँ लिखा गया है अर्थात् 2 बटा L जो कि दो स्थिरांक psi तारा psi से आता है तो हमारे पास sin pi x बटा L 0 से L और संवेग संवाहक माइनस I h bar d बटा dx है L dx द्वारा sin pi x पर कार्य करना देखें कि ऑपरेटर तरंग फलन और तरंग फलन के जटिल संयुग्म के बीच सैंडविच है लेकिन यहां तरंग फलन वास्तविक है इसलिए आप दोनों के बीच अंतर नहीं देखते हैं यह क्या है यह देखना बहुत आसान है कि यह आपको देगा व्युत्पन्न आपको a cos देगा और a sin cos आपको L द्वारा a sin 2 pi x देगा और इस अंतराल में वास्तव में 0 है औसत मान p वर्ग के बारे में क्या औसत मान p वर्ग को 2 से L फिर से sin pi x द्वारा L दिया जाता है और अब आपको याद है यह माइनस h बार वर्ग d वर्ग गुणा d x वर्ग के लिए ऑपरेटर p वर्ग के लिए है पाप पीआई एक्स बाय एल डीएक्स और यह 0 और एल के बीच है मैंने हर को नहीं लिखा क्योंकि हमने यह सुनिश्चित करके तरंग फलन चुना है कि तरंग फलन है या तरंग फलन के वर्ग का अभिन्न वास्तव में 1 है पूरे क्षेत्र में इसलिए मैंने हर नहीं लिखा वह 1 है यह निश्चित रूप से आप जानते हैं कि 2 मीटर ई के अलावा कुछ भी नहीं है कुल ऊर्जा यह तरंग फलन पर p वर्ग है आपको याद है कि तरंग फलन पर p वर्ग 2 m से आपको E मिलता है इसलिए यह 2 m E है इसलिए आप देखते हैं कि p वर्ग तुरंत उस ऊर्जा द्वारा दिया जाता है जिसे हम जानते हैं आप उसे लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर के बारे में क्या अगर मुझे x वर्ग करना है तो मुझे वही काम करना होगा साई 1 पर x वर्ग लिखें और मेरे पास वह इंटीग्रल है जिसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है वह है इंटीग्रल 2 बाय एल sin वर्ग pi x गुणा L गुणा x वर्ग dx इसलिए आप x वर्ग का मान जानते हैं आप x का मान जानते हैं आप p का मान 0 के रूप में जानते हैं हम p वर्ग का मान केवल 2 m E के रूप में जानते हैं यह एकमात्र समाकलन है जिसकी मैंने गणना नहीं की है एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप डेल्टा x डेल्टा पी की गणना कुछ भी नहीं के रूप में कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से p वर्ग माइनस p का वर्गमूल आप जानते हैं कि 0 गुना x वर्ग माइनस x पूर्ण वर्ग है और आपको यह सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए कि यह उत्तर h बार बटा 2 से बड़ा या उसके बराबर है तो यह एक आयामी बॉक्स में कण के लिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का कथन है अब ठीक उसी कथन को दो आयामी बॉक्स में कण तक बढ़ाया जा सकता है सिवाय इसके कि अब हमारे पास x और y दो स्वतंत्र निर्देशांक हैं p x और p y दो स्वतंत्र निर्देशांक हैं इसलिए आपके पास एक अपवाद के साथ दो आयामों में एक समान अनिश्चितता संबंध है अर्थात् x और y स्वतंत्र निर्देशांक हैं इसलिए x और p y को एक साथ मापा जा सकता है या सिस्टम के लिए एक संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है y और p x को कण के लिए एक साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है x और y निर्दिष्ट किया जा सकता है p x और p y निर्दिष्ट किया जा सकता है लेकिन x और p x और y और p y नहीं बस यही बात याद रखनी है स्वतंत्रता की कोटि की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि स्वतंत्रता की उन डिग्री के अनुरूप ऑपरेटर एक दूसरे के साथ आवागमन करते हैं और अगर मैंने आपसे कम्यूटेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं की है तो यह अगले व्याख्यान में होगा लेकिन इस भाग में मैं बस इतना चाहूंगा कि आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की गणना करें जैसा कि दिया गया है यह करने का यह एक आसान तरीका है आप अनिश्चितता के लिए समान उपचार पा सकते हैं जब आप अन्य प्रणालियों जैसे हार्मोनिक ऑसीलेटर हाइड्रोजन परमाणु आदि का अध्ययन करने जाते हैं याद रखने की कुंजी है डेल्टा x की परिभाषा जो मैंने आपको दी थी और डेल्टा पी की परिभाषा जो मैंने आपको दी थी वे मौलिक हैं मैं ने तुझे नहीं बताया कि वे कहां से आए हैं हो सकता है कि एक अलग व्याख्यान में या कक्षा में जब हम इन बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की उत्पत्ति क्या है लेकिन ये परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको शुरू करना है काम करना है और फिर अधिक सहज महसूस करना है वापस जाएं और व्युत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को देखें हम इस अभ्यास को पूरा करने के लिए इस अभ्यास को जारी रखेंगे जिसे इस पाठ्यक्रम के लिए क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक लेकिन पोस्टुलेटरी आधार के रूप में जाना जाता है जो इस व्याख्यान के अगले भाग में है जो कि दो आयामी बॉक्स में कण के लिए तीसरा भाग है इसके साथ हम दो साधारण मॉडल कणों को एक डी और दो डी बॉक्स में पूरा करेंगे हम अगली बार टू डी बॉक्स लेक्चर में कण के अंतिम भाग के लिए फिर मिलेंगे आपको धन्यवाद